यह कोर्सविषय फोटोवोल्टिक सेल को विभिन्न एप्लीकेशनस अनुप्रयोगो एवं लोड विद्युत भार से इंटरफ़ेसिंग दो अवयवों को सम्बन्ध करना अथवा जोड़ना करने के संबंध में है इस कोर्स में चर्चा और डिजाइन रचना का प्राथमिक टॉपिक विषय इंटरफ़ेस रहेगा इस प्रकार प्राथमिक रूप से यह सर्किट पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समावेशित करेगा जो कि सोलर सेल को अलग अलग लोड से इंटरफ़ेस करेगा तथापि सोलर सेल अथवा फोटोवॉल्टिक सेल इन सभी सर्किट एवं एप्लीकेशन का मुख्य कंपोनेंट अवयव है हम फोटोवॉल्टिक सेल की फिजिक्स भौतिकी और फोटोवॉल्टिक सेल को बनाने के तरीके के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन हम इसको एक 2 टर्मिनल छोर अथवा सिरे वाली डिवाइस युक्ति के रूप में देखेंगे और हम इसकी विशेषताओं और मापदंडों को एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद्युत अवयव की तरह देखेंगे जैसे अन्य कंपोनेंट डायोड या मॉसफेट या बीजेटी को हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के रूप में देखते हैं तथापि यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग रुचि कर होगा की यह फोटो वोल्टिक सेल कैसे बना फोटोवॉल्टिक सेल के फोटोवोल्टिक प्रभाव की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा हम यह ध्यान में रखकर करेंगे की यह हमें हमारे पूर्वजों के उन विचारों से अवगत करवाएं जिनके द्वारा उन्होंने फोटोवोल्टिक सेल के सिद्धांत को खोजा और हमें सोलर सेल जैसा एक अद्भुत उपहार दीया हम 19 वी शताब्दी के वर्ष 1839 में चलते हैं जब फोटोवोल्टिकस प्रारंभ हुआ था एक 19 वर्ष के युवा बालक एडमंड बैक्वेरेल ने फोटोवॉल्टिक इफेक्ट को खोजा और इसे बैक्वेरेल इफेक्ट के नाम से जाना गया वह अपने पिता की प्रयोगशाला में काम कर रहा था जहां उसने यह खोजा की अम्लीय माध्यम में डूबे हुए इलेक्ट्रोड को जब रोशनी प्रदान की जाती है तो इलेक्ट्रोड से करंट प्रवाहित होता है बाद में उसने इन परिणामों को संस्मरण में प्रकाशित करवाया जो कि फोटोवॉल्टिक इफेक्ट पर सबसे पहला प्रकाशन है उसे फोटोवोल्टिकस के जनक के रूप में जाना गया और यदि आप बैक्वेरेल एडमंड द्वारा बनाए गए शुरुआती फोटोवॉल्टिक सेल को देखेंगे तो इनमें एक काले रंग से रंगा हुआ कंटेनर होता था ताकि वह रोशनी को ट्रैप जकड़ कर सके यह अम्लीय घोल से भरा होता था जहां दो इलेक्ट्रोड होते थेजो सिल्वर क्लोराइड द्वारा कोटेड लेपित थे इन दोनों के मध्य एक मेंब्रेन रखकर दोनों इलेक्ट्रोड को बाहरी सर्किट से इस प्रकार जोड़ा गया एडमंड सोलर सेल के चित्र का स्क्रीन शॉट लगाएँ इसके बाद उसने इलेक्ट्रोड्स को रोशनी दिखाई और उसने देखा की रोशनी के उपयोग से बाहरी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसने नीली रोशनी अल्ट्रावॉयलेट रोशनी तथा सूर्य की रोशनी में प्रयोग किया तथा इन सबके लिए ऑब्जरवेशन अवलोकन को रिकॉर्ड किया इस प्रकार यह सबसे प्रारंभिक फोटोवॉल्टिक सेल है जिसे आप खोज सकते हैं 1839 से 1877 तक इस विषय पर ज्यादा काम नहीं हुआ और ज्यादा रिसर्च शोध कार्य नहीं किया गया अथवा प्रकाशित नहीं हुआ इस प्रकार 1839 के बाद पहला प्रकाशन 1877 में आया फोटोवॉल्टिक इफेक्ट के आविष्कार के 35 वर्ष बाद ऐडम्स और डे द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन में सेलेनियम पर प्रकाश की क्रिया को प्रकाशित किया गया जहां इसे सेलेनियम फोटोवॉल्टिक सेल से वर्णित किया गया इस प्रकार वास्तव में उन्होंने विलगबी स्मिथ की खोज को उधार लिया जब विद्युत धारा क्रिस्टलाइन सेलेनियम के एक टुकड़े से होकर प्रवाहित हो रही थी तो इसको रोशनी से प्रकाशित करते समय इसका प्रतिरोध इस टुकड़े का अंधेरे में रखते समय के प्रतिरोध की तुलना में कम था एडमसन व डे ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर सेलेनियम फोटोवॉल्टिक सेल को बनाया इस प्रकार उन्होंने विट्रियस कांच सेलेनियम का उपयोग किया और इलेक्ट्रोड्स के लिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाए इसे ग्लास कांच की एक ट्यूब में रखा गया और सेलेनियम पर एक कांच के क्यूब से रोशनी को गीराया उन्होंने देखा की इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से करंट एक्सटर्नल बाहरी सर्किट से बह रहा था इस प्रकार यह सेलेनियम फोटोवॉल्टिक सेल था इसके 5 वर्ष बाद 1883 में अमेरिकन जर्नल ऑफ साइंस में फ्रिट्ज ने सेलेनियम फोटो सेल का एक नया प्रकार प्रकाशित किया इस प्रकार यह पहला थीन पतली फिल्म का सेलेनियम सोलर सेल था इस प्रकार उसने इस पहले थीन फिल्म सेलेनियम सोलर सेल का वर्णन किया इसमें एक मेटल धातु का सबस्ट्रेट होता है उसने ब्रास पीतल का उपयोग किया था 25 माइक्रोन कि सेलेनियम लेयर परत दो मेटल शीट के मध्य मॉल्टन पिघला हुआ सेलेनियम को दबाया गया और ऊपरी परत गोल्ड लीफ पत्ते जैसा परत थीएक बहुत पतली सेमी ट्रांसपेरेंट अर्ध पारदर्शी गोल्ड परत जिससे दो कांटेक्ट लगाए गए जिनसे बाहरी सर्किट को जोड़ा जा सके और जब रोशनी को सेलेनियम पर सेमी ट्रांसपेरेंट मेटल से होकर गिराया जाए तो विद्युत धारा कॉन्टेक्ट्स से होते हुए बाहरी सर्किट में प्रवाहित हो सके यद्यपि फ्रिट्ज का थीन फिल्म सेलेनियम सोलर सेल अच्छे से प्रदर्शित किया गया और वह कार्य भी अच्छे से कर रहा था परंतु शोधकर्ता इसके बारे में उलझन में थे हालांकि प्रयोग रीप्रोड्यूसएबल कई बार बनाए जा सकने वाला व पुनरावृति वाला था लेकिन वे इसके सिद्धांत के बारे में स्पष्ट नहीं थे क्योंकि उस समय क्लासिकल फिजिक्स सोलर सेल की क्रिया विधि के पीछे छिपे सिद्धांत के उत्तर को देने में समर्थ नहीं थी वर्ष 1900 में कुछ क्रांतिकारी घटित हुआ यह क्वांटम मैकेनिक्स यांत्रिकी का जन्म था 17 दिसंबर1900 को एक जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लांक द्वारा बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंसेस फिजिकल सोसाइटी की एक मीटिंग में थर्मल उष्णता रेडिएशनविकिरण की समस्या को बताया गया उसे इस समस्या का पारंपरिक क्लासिकल फिजिक्स में कोई हल नहीं मिला और उसने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की क्वांटा की संकल्पना मैक्स प्लांक ने बहुत प्रसिद्ध समीकरण प्रस्तुत किया जहां उर्जा क्वांटा होती है और यह आवृत्ति के समानुपाती होती है और एच प्लांक कांस्टेंटस्थिरांक है इस प्रकार उस समय डिस्क्रीटअसतत ऊर्जा का डिस्क्रीटआईजेशनअसतत रूपांतरण अथवा उर्जा के असतत रूप की कल्पना नहीं की जा सकती थी क्वांटम मैकेनिक्स समीकरण का स्क्रीन शॉट लगाएँ क्लासिकल फिजिक्स इसको स्वीकार नहीं करती थी लेकिन मैक्स प्लांक ने अपने मौलिक विचार से उस समय ऊर्जा के पैकेट की संकल्पना प्रस्तुत की जो कि विज्ञान के कथा लेखकों की कल्पना से भी बहुत दूर अद्भुत खोजों का प्रारंभिक बिंदु था मैक्स प्लांक के कार्य ने फिजिक्स के सभी विकास को कई वर्षों तक एक दिशा दी उसने एक नई दुनिया की उत्पत्ति की खिड़कियां खोली तो जो आज हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है इसका जन्म बीसवीं सदी के प्रारंभ में हो गया था वर्ष 1905 में किसी समय एक अपेक्षाकृत अनजान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन ने अन्नलेंदर फ़िज़िक्स में एक आर्टिकल प्रकाशित किया और उसने फोटोन पैकेट लाइट पैकेट या लाइट क्वांटा जिसे फोटोन कहते हैं की संकल्पना समझाई और इस क्रिया विधि के आधार पर उसने फोटोवोल्टिक सिद्धांत या फोटोवोल्टिक क्रिया विधि को पूर्ण रूप से समझाया और अर्धचालक उद्योग की नीव रखी वर्ष 1933 में गोर्न्दह्ल ने कॉपर कूयपरस ऑक्साइड सोलर सेल पर कार्य किया और कई आर्टिकल प्रकाशित किए और उसने कई पेपर भी प्रकाशित किए जिसमें से 1932 का विशेष आर्टिकल कॉपर कूयपरस ऑक्साइड रेक्टिफायर एंड फोटोइलेक्ट्रिक सेल है जो फोटोइलेक्ट्रिक और सोलर सेल के बनाने की विधि की महत्वपूर्ण जानकारी देता है यह कॉपर कूयपरस ऑक्साइड सोलर सेल इसकी कम उत्पादन लागत के कारण पर्याप्त प्रसिद्ध हुआ फिर इसके बाद वर्ष 1941 में ओह्ल द्वारा सिलिकॉन सोलर सेल पर पहला पेटेंट प्राप्त किया गया 1941 में सिलिकॉन सोलर सेल पर पेटेंट प्राप्त किया गया इस प्रकार यह सिलिकॉन को लेकर प्रकाश से संवेदनशील बनी विद्युत डिवाइस थी इस सिलीकान सोलर सेल की एफिशिएंसी दक्षता 1 से भी बहुत कम थी इसका व्यावसायिक मान या व्यवसायिक निहितार्थ अधिक नहीं था लेकिन सोलर सेल या फोटोवॉल्टिक सेल के संदर्भ में यह एक लैंड मार्क मील का पत्थर पॉइंट था यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु था वर्ष 1954 में चैपिन फुलर और पियरसन ने जर्नल ऑफ़ अप्लाइड साइंस में प्रकाशित किया की एक सोलर सेल सिलीकान सोलर सेल सेमीकंडक्टर सोलर सेल की एफिशिएंसी दक्षता 6 होती है फुलर और पियरसन बेल लैब्स के कर्मचारी थे यह अवलोकन की एक नई शाखा थी की बेल लैब्स के सिलीकान डायोड ने प्रकाश की उपस्थिति में करंट व वोल्टेज के सार्थक मान प्राप्त किए हैं इस प्रकार इसे व्यवसायिक उत्पाद के रूप में आगे लाया गया जब पहला सिलिकॉन फोटोवॉल्टिक सेल 6 एफिशिएंसी दक्षता के साथ बना और इस तरह यह सिलिकॉन फोटोवॉल्टिक सेल का प्रारंभ था इसके बाद वहां लगातार सुधार किया गया और वे सोलर सेल के मेजबान बन गए जिसको उन्होंने बनाया था तो यदि आप इन ऊपर के तीन को देखें तो यह सोलर सेल के मुख्य आधार हैं मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन थिन फिल्म सिलिकॉन देखो मोनोक्रिस्टलाइन सिलीकान सोलर सेल की एफिशिएंसी दक्षता आज 20 है और वे सबसे अधिकएफिशिएंटदक्षहैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल लगभग 18 तक पहुंचे हैं ऐसा ही थिन फिल्म सोलर सेल्स के लिए भी है यहां दूसरा सेल का ग्रुप हे जो कि शोध स्तर पर है परंतु व्यावसायिक स्तर पर नहीं है गैलियम आर्सेनाइड जर्मेनियम सोलर सेल जिनकी एफिशिएंसी दक्षता 30 तक होती है कॉपर इंडियम गैलियम सेलिनाइट सोलर सेल जो 21 एफिशिएंट है केडीएम टेल्लुराइट सोलर सेल भी 21अमोर्फौस सिलीकान सोलर सेल जिनकी एफिशिएंसी 10 है लेकिन उनकी उत्पादन लागत बहुत कम है डाई सैनिटाइजर सोलर सेल लगभग 11 पर है आपके पास ऑर्गेनिक सोलर सेल्स भी हैं जिनकी एफिशिएंसी दक्षता 8 है वह कम लागत के सेल्स हैं मल्टीफंक्शन बहुत सारे काम में उपयोगी सोलर सेल इंडियम गैलियम फास्फाइड गैलियम आर्सेनाइड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड जिनकी एफिशिएंसी दक्षता बहुत अधिक 37 तक होती है यह सभी प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्ट के स्तर पर है भविष्य में मैं सोचता हूं की हमें पेरोव्स्किट सोलर सेल के बारे में देखना चाहिए पेरोव्स्किट एक पदार्थ है जोकि सिलिकॉन सेल्स के ऊपर एफिशिएंसी दक्षता बढ़ाने के लिए लेपित किया जाता है यह दूसरों से 5 और अधिक उन्नत करता है क्वांटम डॉट सोलर सेल्स जो कि आने वाले समय में आना प्रारंभ हो जाएंगे और आशा की जाती है कि यह अत्यधिक एफिशिएंसी दक्षता वाले होंगे प्रारंभिक सोलर सेल टेलीफोन रिपीटर्स में उपयोग होते थे और इनका पहला लोकप्रिय अनुप्रयोग स्पेस अनुप्रयोग था वर्ष 1958 में वैनगार्ड 1 सैटेलाइट उपग्रह को 5 मिली वोल्ट पावर शक्ति के 6 सिलिकॉन सेल पैनल के साथ लॉन्च आकाश में भेजना किया गया था सिलिकॉन सेल्स को यहां इन नोचेस 12 3 4 5 और 6 मैं रखा गया था एक पीछे की तरफ तो यह वैनगार्ड सैटेलाइट उपग्रह है जब कुछ महीनों पश्चात बैटरी काम करना बंद कर देती है यह पीवी स्त्रोत ट्रांसमीटर को सेटेलाइट की 6 वर्ष की उम्र तक चलाते हैं यह वास्तव में फोटोवॉल्टिक सेल की एक बहुत बड़ी सफलता है आजकल फोटोवॉल्टिक सेल छतों पर लगाए जाते हैं जो कि घरों बिल्डिंग समुदायों को पावर उपलब्ध करवाते हैं यह फोटोवोल्टिक सेल के हाल ही के अनुप्रयोगों में से एक है यह जगह तमिलनाडु में कामुदी है यह रिकॉर्डिंग के समय दुनिया का सबसे बड़ा सोलर अरे है तो यह 648 मेगावाट का प्रत्यक्ष सोलर पावर प्लांट है यह फोटो वोल्टिक सेल की लगभग 180 वर्षों की लंबी यात्रा है जो 1839 में एडमंड बैक्वेरेल के फोटोवॉल्टिक इफेक्ट की खोज से प्रारंभ हुई थी आज तक हम उच्च एफिशिएंसी सेमीकंडक्टर सोलर सेल कई छतों और कई समुदायों को पावर देते हुए देखते हैं और जैसा आपने यहां 640 मेगावाट का स्टेशन देखा तो अब फोटोवॉल्टिक सेल पावर देने की ओर अग्रसर है या इस ग्रह के लिए विद्युत पावर स्त्रोत बनने की ओर अग्रसर है